कम से कम तीन मामले ऐसे होते हैं जहां आपको पेटेंटबिलिटी खोज और पेटेंट आवेदन को फाइल करने और ड्राफ्ट करने की लागत दोनों को वहन नहीं कर सकता है कम से कम तीन मामले ऐसे होते हैं जहां आपको पेटेंटबिलिटी खोज और पेटेंट आवेदन को फाइल करने और ड्राफ्ट करने की लागत दोनों को वहन नहीं कर सकता है तो यह कुछ ऐसा है जो इस बात पर निर्भर करता है कि पेटेंट दाखिल करने के लिए ग्राहक के पास कितनी राशि या बजट है तो यह कुछ ऐसा है जो इस बात पर निर्भर करता है कि पेटेंट दाखिल करने के लिए ग्राहक के पास कितनी राशि या बजट है इसलिए यदि ग्राहक एक कम बजट पर काम करता है तो पेटेंट की खोज रिपोर्ट के बाद पेटेंट की फाइलिंग और ड्राफ्टिंग करना उचित नहीं होगा इसलिए यदि ग्राहक एक कम बजट पर काम करता है तो पेटेंट की खोज रिपोर्ट के बाद पेटेंट की फाइलिंग और ड्राफ्टिंग करना उचित नहीं होगा और विशेष रूप से भारत जैसे बाजार में जहां खोज की लागत काफ़ी अधिक हो सकती है और विशेष रूप से भारत जैसे बाजार में जहां खोज की लागत काफ़ी अधिक हो सकती है यह ग्राहक को अनिश्चित स्थिति में डाल देगा क्योंकि एक ग्राहक खोज के लिए एक बड़ी राशि खर्च करेगा और फिर बाद में अंततः महसूस कर सकता है कि वहाँ पेटेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था यह ग्राहक को अनिश्चित स्थिति में डाल देगा क्योंकि एक ग्राहक खोज के लिए एक बड़ी राशि खर्च करेगा और फिर बाद में अंततः महसूस कर सकता है कि वहाँ पेटेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था तो पहली बात विचार करने योग्य है कि क्या ग्राहक एक पेटेंट आवेदन के दाखिल होने के बाद खोज की जाने वाली रिपोर्ट को वहन कर सकता है आप इसके बजाय पेटेंट आवेदन को स्वयं तैयार करेंगे और दाखिल करेंगे तो पहली बात विचार करने योग्य है कि क्या ग्राहक एक पेटेंट आवेदन के दाखिल होने के बाद खोज की जाने वाली रिपोर्ट को वहन कर सकता है आप इसके बजाय पेटेंट आवेदन को स्वयं तैयार करेंगे और दाखिल करेंगे इसका कारण यह हो सकता है कि ग्राहक किसी कागज को प्रकाशित करना चाहते हैं इसका कारण यह हो सकता है कि ग्राहक किसी कागज को प्रकाशित करना चाहते हैं जैसे कि यदि ग्राहक किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है तो वह अपना पेपर प्रकाशित करने की जल्दी में हो सकता है जैसे कि यदि ग्राहक किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है तो वह अपना पेपर प्रकाशित करने की जल्दी में हो सकता है तो आप तब एक पेटेंटबिलिटी सर्च रिपोर्ट नहीं करेंगे आप अंतिम रूप से आवेदन दर्ज करेंगे तो आप तब एक पेटेंटबिलिटी सर्च रिपोर्ट नहीं करेंगे आप अंतिम रूप से आवेदन दर्ज करेंगे यह सबसे अच्छा तरीक़ा है यह सबसे अच्छा तरीक़ा है ग्राहक किसी उत्पाद को जारी करना चाहेगा या वह विदेश में दाखिल करने में कुछ दिलचस्पी ले सकता है ग्राहक किसी उत्पाद को जारी करना चाहेगा या वह विदेश में दाखिल करने में कुछ दिलचस्पी ले सकता है इन सभी मामलों में आप पेटेंट खोज रिपोर्ट के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि समय महत्वपूर्ण हो सकता है इन सभी मामलों में आप पेटेंट खोज रिपोर्ट के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि समय महत्वपूर्ण हो सकता है ऐसे मामलों में जहां समय की कमी होती है आप यह एक दृष्टिकोण अपना सकते हैं कि आप एक खोज रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ पेटेंट आवेदन का मसौदा भी तैयार कर सकते हैं ऐसे मामलों में जहां समय की कमी होती है आप यह एक दृष्टिकोण अपना सकते हैं कि आप एक खोज रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ पेटेंट आवेदन का मसौदा भी तैयार कर सकते हैं तो इससे समय की बचत होती है और ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में सुधार करने वाली पेटेंट रिपोर्ट का उद्देश्य भी ऐसा करने से प्राप्त होता है तो इससे समय की बचत होती है और ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में सुधार करने वाली पेटेंट रिपोर्ट का उद्देश्य भी ऐसा करने से प्राप्त होता है जैसा कि आप पेटेंट आवेदन का मसौदा तैयार करते हैं पेटेंट खोज रिपोर्ट का यह लाभ हो सकता है जैसा कि आप पेटेंट आवेदन का मसौदा तैयार करते हैं पेटेंट खोज रिपोर्ट का यह लाभ हो सकता है इसलिए चाहे आपके पास अपर्याप्त समय है तो भी खोज और मसौदा बनाने दोनों को एक साथ करने का यह एक दृष्टिकोण है इसलिए चाहे आपके पास अपर्याप्त समय है तो भी खोज और मसौदा बनाने दोनों को एक साथ करने का यह एक दृष्टिकोण है तीसरा कारण है कि जब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पेटेंटबिलिटी सर्च रिपोर्ट के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसे प्राप्त करने से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है तीसरा कारण है कि जब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पेटेंटबिलिटी सर्च रिपोर्ट के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसे प्राप्त करने से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है आप रिपोर्ट के लिए तब भी नहीं जाते जब क्लाइंट प्रक्रिया में पर्याप्त मूल्य ला सकती है आप रिपोर्ट के लिए तब भी नहीं जाते जब क्लाइंट प्रक्रिया में पर्याप्त मूल्य ला सकती है